तो आखिरकार हम सेंसर नेटवर्क पर श्रृंखला के अंतिम व्याख्यान में आते हैं इसलिए यहां मूल रूप से मैं गतिशीलता की कुछ अवधारणाओं को उजागर करना चाहूंगा इसलिए विशेष रूप से मैं मोबाइल सेंसर नेटवर्क की अवधारणा की व्याख्या करना चाहूंगा तो हम पहले गतिहीन संस्करण को देखते हैं कभी कभी इसे स्थिर सेंसर नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है इसलिए यहां मूल रूप से नाम से पता चलता है कि नोड्स स्थिर या अचल हैं तो वे नहीं चलते हैं एक बार तैनात होने के बाद वे किसी भी क्षण में भी अपनी स्थिति बनाए रखेंगे तो लाभ मूल रूप से स्थिर सेंसर नेटवर्क में सेंसर नोड्स को तैनात करना आसान है नोड्स को एक अनुकूलित तरीके से रखा जा सकता है फिर वहां टोपोलॉजी का रखरखाव आसान है और इसी तरह आगे भी नुकसान यह है कि यदि स्थैतिक सेंसर नेटवर्क में विफलता हो रही है तो यह संभावना है कि विफलता का बिंदु नेटवर्क को दो या अधिक टुकड़ों दो या अधिक विभाजनों में विभाजित कर सकता है तो यह काफी संभावना है कि वहाँ यह हो सकता है और विशेष रूप से अगर यह एक महत्वपूर्ण नोड है तो उस नोड में विफल होने का मतलब है कि आप जानते हैं कि यह नेटवर्क के विभाजन की संभावना है तो नेटवर्क का एक हिस्सा नेटवर्क के दूसरे हिस्से के साथ बात नहीं कर पाएगा और टोपोलॉजी को स्वचालित रूप से नहीं बदला जा सकता है यह भी स्थिर सेंसर नेटवर्क का एक और नुकसान है तो आइए एक स्थिर सेंसर नेटवर्क अवस्था पर विचार करें जैसा कि इस विशेष स्लाइड में दिखाया गया है इसलिए हमारे पास ये लाल रंग के नोड्स हैं जो विफलता के बिंदु के रूप में हैं क्योंकि यदि यह विशेष नोड किसी कारण या अन्य कारण से बंद हो जाता है उदाहरण के लिए इसमें हार्डवेयर विफल हो गया है इसने कार्य करना बंद कर दिया है या शायद आपको पता है कि बैटरी जो उस विशेष नोड को शक्ति दे रही थी शक्तिहीन हो गया है तो क्या होने वाला है परिणामस्वरूप इन नोड्स को इस तरह से तैनात किया जाता है कि ये नेटवर्क विभाजन निर्मित हो जाएंगे इसलिए तीन नेटवर्क विभाजन निर्मित हो जाएंगे यदि ये दो नोड्स विफल होते हैं इसलिए परिणामस्वरूप जो होने जा रहा है वह यह है कि इन विफलता के बिंदुओं के कारण हमारे पास तीन विभाजन या नेटवर्क के तीन विखंडन होंगे तो इसका हल क्या है इसलिए इसे संबोधित करने का एक तरीका यह है कि कुछ नोड हो सकता है कुछ बाहरी नोड इस विशेष नेटवर्क के लिए बाहरी या इनमें से यदि हमारे पास एक नोड मोबाइल नोड हो सकता है जो स्थानांतरित हो सकता है फिर यह क्या कर सकता है इन नोड्स में से एक है हम कहते हैं कि यह विशेष नोड आ सकता है और इन लाल रंग के नोड की स्थिति ले और यह नेटवर्क में शामिल हो जाएगा इन विभाजनों में शामिल हो जाएगा इसी तरह शायद यह नोड यहाँ पर आ सकता है और इसी तरह ये दोनों विभाजन जुड़ सकते हैं तो इन तीन विभाजनों में शामिल हो सकते हैं यदि इनमें से कुछ नोड्स में से एक नोड गतिशील है तो हमारे पास एक गतिशील वायरलेस सेंसर नेटवर्क है जो मूल रूप से एक सेंसर नेटवर्क है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के साथ एकीकृत एक स्थिर सेंसर नेटवर्क है इसलिए यह प्राकृतिक रूप से वैचारिक रूप से एकीकृत नहीं है तो मोबाइल एड हॉक नेटवर्क की सुविधाओं को लें स्थिर सेंसर नेटवर्क की कुछ विशेषताओं को एक साथ रखें और फिर आपको मोबाइल वायरलेस सेंसर नेटवर्क मिलता है और जैसा कि हम जानते हैं कि MANETs मोबाइल एड हॉक नेटवर्क बुनियादी ढाँचा रहित और बुनियादी ढाँचा रहित है तो मूल रूप से क्या होता है कि टोपोलॉजी मूल रूप से गतिशील गतिशील रूप से बदलती टोपोलॉजी बन जाती है जो मूल रूप से आत्म विन्यास आत्म उपचारात्मक आत्म अनुकूलित आत्म रक्षा जैसे गुणों को आमंत्रित करती है इत्यादि तो ये वहाँ होना चाहिए ये बुनियादी ढाँचे रहित नेटवर्क हैं इनमें कोई भी केंद्रीकृत इकाई नहीं है जो नेटवर्क प्रबंधन कार्यों को नियंत्रित करेगा तो यह स्वयं से कार्य करने का गुण मूल रूप से प्रभावी होने वाला है तो यह वही है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था तो मोबाइल वायरलेस सेंसर नेटवर्क मूल रूप से वायरलेस सेंसर नेटवर्क के साथ मैनेट का एक वैचारिक एकीकरण है तो गतिशील वायरलेस सेंसर नेटवर्क के एक घटक है गतिशील सेंसर नोड खुद गतिशील हो सकते हैं तो इन नोड में हमारे पास एक सिंक है ये नोड सिंक के चारों ओर घूम सकते हैं तो सेंसर नोड ये गतिशील सेंसर नोड्स वे पर्यावरण से कुछ भौतिक मापदंडों को महसूस कर रहे होंगे जिस तरह से इसे दिखाया गया है तो यह नोड इस लाल रंग के नोड पर्यावरण के आसपास कुछ भौतिक मापदंडों को महसूस कर रहा है इसलिए वे पर्यावरण से भौतिक मापदंडों को महसूस करते हैं जब ये नोड आते हैं तो सिंक के करीब वे दिखाए अनुसार डेटा वितरित करेंगे तो इसमें विशेष रूप से हम देख सकते हैं कि क्या होता है ये दो नोड हैं जो वे सिंक नोड की संचार सीमा के भीतर आए हैं और एक बार जब वे सिंक नोड की संचार सीमा में आते हैं तो वे महसूस किये गए डेटा वितरित करेंगे इसलिए हो सकता है कि वे इस सीमा के बाहर कहीं डेटा को महसूस करते हैं फिर वे स्थानांतरित हो गए और फिर सिंक नोड की निकटता में आने पर उन्होंने उस डेटा को डाल दिया फिर हमारे पास गतिशील सिंक है जो सेंसर नोड से डेटा एकत्र करने के लिए चलता है तो ये सेंसर पहले की स्थिति में पहले के उदाहरण में हमने माना था कि सेंसर नोड स्थानांतरित हो सकता है वास्तव में इस विशेष आकृति में हम दिखाते हैं कि सभी सेंसर नोड स्थिर हैं सिंक नोड स्थानांतरित हो सकते हैं और इनमें से प्रत्येक सेंसर नोड से डेटा एकत्र कर सकते हैं तब हमारे पास डेटा मुल्स फ्यूचर मोबाइल हो सकते हैं और ये बाहरी तत्वों की तरह हैं जो सेंसर नोड से डेटा एकत्र करते हैं और सिंक में जाते हैं और एकत्रित डेटा को विभिन्न सेंसर नोड्स से पहुंचाते हैं तो यह म्यूल इन प्रत्येक लाल रंग के नोड के करीब जा सकता है और इसके बाद एक बार जब आप यह जान लेते हैं कि इन लाल रंग के नोड से डेटा इकट्ठा करना समाप्त हो गया है तो यह सिंक नोड के निकटता में आ जाएगा और इन सभी संदेशों को संदेश को सिंक नोड में वितरित कर देगा अब इस गतिशील सेंसर नेटवर्क का उपयोग या तो बुनियादी वातावरण में किया जा सकता है शायद रोबोट उपकरणों के लिए सेंसर दुरुस्त करने या उड़ने वाले सेंसर हवाई वातावरण में इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है उदाहरण के लिए सेंसर खुद को उड़ने वाले नोड्स या यह क अंतर्जलीय सेंसर नेटवर्क हो सकता है जिसका अर्थ है कि सेंसर को पानी के नीचे गतिशील उपकरणों में स्थापित किया जाता है जैसे कि स्वत्रन्त्र अंतर्जलीय वाहनों रोवर्स और इत्यादि इसलिए ये उदाहरण समुद्री जीवन या पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए हो सकते हैं इसलिए हमारे पास अंतर्जलीय गतिशील सेंसर नेटवर्क का उपयोग होता है जो स्वतंत्र रूप से स्वचालित रूप से महसूस होता है और दूरस्थ रूप से भेज सकते विभिन्न महसूस किये गए चीजों जैसे समुद्र तल पानी के स्तर को आप जानते हैं पानी की गुणवत्ता वाले समुद्री जीवन और इतने पर और आगे भी स्थलीय वायरलेस गतिशील सेंसर नेटवर्क सेंसर नोड्स को आमतौर पर भूमि पर तैनात किया जाता है जिसे AUV के साथ जोड़ा जा सकता है इसका मतलब है स्वतंत्र मानव रहित हवाई वाहन और अनुप्रयोग वन्यजीव निगरानी चौकसी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और इत्यादि और हवाई संस्करण मैंने आपको बताया कि वे नोड्स कहाँ से उड़ते हैं इसलिए जब वे उड़ते हैं तो वे समझ में आते हैं और वे एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके माध्यम से डेटा को सतह स्टेशन पर भेजा जाता है इसलिए विशिष्ट उदाहरण है सेंसर से सज्जित मानव रहित हवाई वाहन अनुप्रयोगों में निगरानी मल्टीमीडिया डेटा एकत्रीकरण आदि शामिल हैं तो क्या गतिशील हो सकता है गतिशील सेंसर नेटवर्क में गतिशील क्या हो सकता है हमारे पास दैनिक जीवन से गतिशील तत्वों के विभिन्न प्रकार के एक उदाहरण हो सकते हैं एक तो मनुष्य है मनुष्य गतिशील हो सकते हैं और मनुष्यों की गतिशीलता अप्रत्याशित है उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सेल फोन के साथ चल रहा है और फिर हम सेल फोन की जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अप्रत्याशित है इसलिए यह अप्रत्याशित है कि इंसान कैसे घूमने जा रहा है और परिणामस्वरूप सेल फोन की गतिशीलता की भविष्यवाणी करना अप्रत्याशित है वाहनों के लिए उदाहरण के लिए सेंसर आमतौर पर कारों और विभिन्न आधुनिक वाहनों में उपयोग किए जाते हैं ताकि वाहन सेंसर नेटवर्क बन जाए जहां इन वाहनों को अलग अलग संवेदकों के साथ स्थापित किया जाता है अलग अलग भौगोलिक स्थानों से संवेदनशील डेटा एकत्र किया जाता है और रोडसाइड इकाई में संचारित किया जाता है और फिर हमारे पास गतिशील रोबोट हैं जो नियंत्रणीय सेंसर नोड हैं जो पूर्व निर्धारित निर्देशों द्वारा डेटा एकत्र करते हैं और डेटा को एक विशिष्ट इकाई तक पहुंचाते हैं स्मार्टफोन और पीडीए के उपयोग के कारण मानव केंद्रित संवेदन संभव है जो आजकल कई सेंसर से युक्त हैं आमतौर पर कई बहुत सारे स्मार्टफोन सेंसर पसंद करने के लिए भी हैं तो ये सेंसर एक्सेलेरोमीटर सेंसर जायरोस्कोप सेंसर हो सकते हैं और जो आमतौर पर आधुनिक स्मार्टफोन और पीडीए में उपलब्ध हैं तो इस तरह के उपकरणों का लघुकरण और प्रसार नए संवेदन प्रतिमान को जन्म देता है जैसे कि पार्टिसिपेटरी संवेदन पीपल सेंट्रिक संवेदना और ऑप्पोरचुनिस्टिक संवेदन पार्टिसिपेटरी संवेदन में पार्टिसिपेटरी भीड़ को महसूस करता है लोगों का एक समूह जिनमें प्रत्येक के पास सेंसर से युक्त स्मार्टफोन है वे अपने मोबाइल फोन में संबंधित सेंसर को चालू करते हैं और फिर परिणामतः क्या होने वाला है कि हम एक मानव केंद्रित सेंसर नेटवर्क बनाने जा रहे हैं मानव केंद्रित गतिशील सेंसर नेटवर्क फिर हमारे पास पीपल सेंट्रिक संवेदन है जो उस उदाहरण के बहुत ही समान हैं जो मैंने आपको बताया था इसलिए मूल रूप से आप पिछले उदाहरण से जानते हैं कि मैंने लोगों के द्वारा लोगों के आगे बढ़ने के उपयोग करने के बारे में बात की थी तो आप लोगों को जानते हैं कि वे भी महसूस सकते हैं क्योंकि हमारे पास आँखें कान वगैरह हैं तो जिसके माध्यम से हम लोगों को महसूस कर सकते हैं वे भी कर सकते हैं जिससे कि पीपल सेंट्रिक सेंसिंग होता है और फिर हमारे पास ऑप्पोरचुनिस्टिक संवेदन है जो मूल रूप से वह पेरीफेरल है जो एक विशेष नोड को एक अलग स्थान पर ले जाता है फिर अवसरवादी रूप से यह महसूस करने वाला है और फिर अवसरवादी रूप से यह संदेश पहुँचाने वाला है जब कोई अन्य नोड निकटता में आता है इसलिए मूल विचार यह है कि मनुष्य अपने उपकरणों को ले जाते हैं और साथ लगे उपकरणों के सेंसर के चारों ओर घूमते हैं रीडिंग को अंकित करते हैं और संवेदी रीडिंग तब प्रसारित होते हैं इंसानों द्वारा निभाई गई तीन अलग अलग भूमिकाओं में से एक लक्ष्य को महसूस करना है दूसरा है ऑपरेटर को महसूस करना और तीसरा डेटा स्रोत के रूप में क्रियाशील रहना है अब मानव केंद्रित संवेदन में अलग अलग चुनौतियाँ हैं उपकरणों की ऊर्जा के लिए चुनौतियाँ फिर प्रतिभागियों का चयन उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता इत्यादि इसलिए मैंने आपको पहले से ही पार्टिसिपेटरी संवेदना की अवधारणा के बारे में समझाया है जो कि 2006 में बर्किट al द्वारा प्रस्तावित किया गया था जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत लंबा नहीं है या पुरानी अवधारणा नहीं है जो जानते हैं और यहां मूल रूप से हम मनुष्यों द्वारा किए गए उपकरणों द्वारा वितरित संवेदन के बारे में बात कर रहे हैं और लक्ष्य केवल डेटा एकत्र करना नहीं है बल्कि आम लोगों को डेटा तक पहुंचने और जानकारी साझा करने की अनुमति देना है डिले टोलेरंट नेटवर्क मूल रूप से आप जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरे तक डेटा की नियमित समय की तुलना में पहुँचाने में बहुत समय लगेगा तो इसके साथ हम सेंसर नेटवर्क पर व्याख्यान की इस श्रृंखला के अंत में आते हैं हमने देखा है कि सेंसर नेटवर्क बहुत ही आकर्षक हैं और व्यक्तिगत रूप से कहूं तो अधिक महत्वपूर्ण रूप से सेंसर नेटवर्क जों कि इंटरनेट के निर्माण के लिए सबसे प्रभावी सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होगा और हमने सेंसर नेटवर्क के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से पूरा किया है एक अलग एनपीटीईएल पाठ्यक्रम है जो वायरलेस एड हॉक और सेंसर नेटवर्क पर है जहां हम गहराई से सेंसर नेटवर्क के विवरण के बारे में चर्चा करते हैं तो हम इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के लिए सेंसर नेटवर्क पर इन सभी व्याख्यानों के अंत में आते हैं